छात्रों का स्वागत करते हैं पिछली कक्षा में हम लंबी अवधि के क्रेडिट पॉलिसी मिलता है और हमने देखा है कि जब क्रेडिट पॉलिसी में 30 अतिरिक्त दिन की छूट दी जाती है 60 दिनों से 90 दिनों तक बिक्री का स्तर 1000 करोड़ से बढ़कर 1375 करोड़ होने का अनुमान है तो यहाँ पर लिया गया लाभ 1025 है और यह सच है कि दोनों स्तरों पर लागत मूल्य पर रिसिवेबल्स को अर्जित करने के लिए कितना निवेश आवश्यक है तो शुद्ध करंट असेट्स में था हमने इस समस्या में देखा है कि वर्तमान संपत्ति का स्तर क्या था हमने इस निवेश की गणना की है समस्या पत्रक में हमें जो दिया गया है उसे ध्यान में रखते हुए इसलिए जो निवेश मौजूदा संपत्ति में था वह 318 है हम उम्मीद कर रहे थे कि रिसिवेबल्स में निवेश 31899 करोड़ तक जाने की उम्मीद थी 23168 करोड़ के वर्तमान स्तर से सही और इस मामले में वर्तमान देनदारियों से उपलब्ध धन भी 8731 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा 6324 करोड़ के वर्तमान स्तर से सही तो अब हमें गणना करना है कि नया स्तर कितना है 31899 और वर्तमान देनदारियों से कितना उपलब्ध होगा वह 8731 है इसलिए हम जो कर रहे हैं वह निवेश का नया स्तर है आप हल कर रहे हैं 31899 माइनस 8731 यह राशि 23168 करोड़ है यह 318 है निवेश का स्तर जो 31899 होगा वर्तमान देनदारियों से कंपनी में जेब से कितना निवेश करना आवश्यक है और यह 23168 आवश्यक है और रिसिवेबल्स में नया निवेश इसलिए हमने यहां देखा है कि नए निवेश की आवश्यकता होगी 23168 प्लस 26445 यह सभी मौजूदा असेट्स से है तो इसका मतलब है कि निवेश की आवश्यकता 23105 माइनस में निवेश है और 26445 निवेश रिसिवेबलस के अलावा वही रहेगा पहले भी लागत 23168 थी यहाँ भी यह 23168 है इसलिए निवेश में कोई बदलाव नहीं हुआ है शुद्ध करंट एसेट्स में निवेश की गणना की है हमने देखा है कि नई निवेश आवश्यकता 33904 करोड़ होगी और मौजूदा 16438 करोड़ रुपये था इसलिए हमने 23168 को यहां लिया है अन्य करंट एसेट्स में है मौजूदा के लिए 16781 है और नया निवेश विक्रय मूल्य के अनुसार होगा एक हिस्सा सामान्य है जो अन्य करंट एसेट्स में है तो कुल यह माइनस बिक्री मूल्य पर मूल्यवान हैं यहां 23853 करोड़ का अतिरिक्त निवेश है अब हमें इन दो स्तरों की लागत की गणना करनी होगी इस स्तर पर लागत और रिसिवेबलस की लागत का अर्थ है निवेश की कुल लागत बुरा ऋण घाटा और संग्रह लागत 2 और 3 पर जब निवेश 19682 फिर कुल लागत क्या है और जब निवेश 23853 करोड़ है तो कुल लागत क्या है अब हमें उस लागत की गणना करनी होगी ठीक है तो उस लागत की गणना के लिए हम इसे नंबर 4 के रूप में लेते हैं तो फिर हम 2 पर मार्जिनल 20 है तो इसका मतलब 020 पूंजी की लागत है यह एक है प्लस है फिर संग्रह लागत जो कि कुछ 5 करोड़ है संग्रह विभाग की लागत 5 करोड़ है जो बिक्री में वृद्धि के कारण 20 तक बढ़ने की संभावना है तो इसका मतलब है कि अब हमें संग्रह लागत को जोड़ना गणना करना होगा पहले निवेश लागत है यह निवेश का 20 है और फिर हमें उस लागत को जोड़ना होगा जो संग्रह लागत है और संग्रह लागत कितनी है 12 से 5 गुणा यह 1 है और फिर यह माइनस 5 है जो मौजूदा है तो यह संग्रह विभाग की लागत है और फिर इसके अलावा हमें यहां कुछ जोड़ना होगा और जो कुछ हम यहां जोड़ने जा रहे हैं वह है खराब ऋण लागत लेकिन वह लागत क्या है यह 0013 है यह 1375 लागत का 13 है इसलिए हमें नई लागत से गुणा करना होगा जो कि 78 है माइनस में पैसे के संदर्भ में कितना निवेश करने जा रहे हैं तो 20 लागत का पहला घटक है लागत का दूसरा घटक संग्रह लागत है इसलिए संग्रह लागत 5 से 20 तक बढ़ जाएगी तो हमने वह ले लिया है 5 में 12 माइनस में छूट की उम्मीद है यह नए ग्राहकों के लिए खराब ऋण का कारण बन सकता है कुल मिलाकर प्रभाव 13 होने की उम्मीद है 1 के वर्तमान स्तर से तो इसका मतलब है कि बुरे ऋण भी 1 से बढ़कर 13 हो रहे हैं और 1375 करोड़ का 13 लेकिन हम लागत मूल्य पर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें लागत से गुणा करना होगा और तब मौजूदा स्तर था 1000 के लिए 1 लेकिन हमने लागत ले ली है और उस समय लागत 80 थी इसलिए हम 80 से गुणा करते हैं तो अगर आप इस मामले में लागत की गणना करते हैं यहाँ यह कितना आता है यह 4630 रुपये है यदि आप इसे लेते हैं यह 4630 के रूप में सामने आएगा इसी तरह हमें नंबर 3 पर लागत को हल करना होगा जब बिक्री मूल्य पर रिसिवेबलस लागत ऊपरोक्त अनुसार कितना होगा इस तरह हमें फिर से गणना करनी होगी इसलिए हम अभी कितना निवेश कर रहे हैं जब रिसिवेबलस 5 और फिर आप यहां खराब ऋण घाटे को जोड़ने जा रहे हैं तो खराब ऋण नुकसान कितना होगा 0013 1375 का 13 और माइनस लागत मूल्य के साथ साथ विक्रय मूल्य पर मूल्यवान हैं दूसरा कारक संग्रह लागत के लिए है क्योंकि यह संग्रह विभाग की लागत है यह 20 तक बढ़ने जा रहा है इसलिए हमारे पास उस बढ़ी हुई लागत के लिए दो कारक हैं यह बढ़ रहा है क्योंकि हम क्रेडिट बिक्री की निगरानी के लिए हमें अतिरिक्त खर्च करना होगा और फिर हमारे पास लागत का एक और घटक है और लागत का मुख्य घटक आपकी खराब ऋण हानि है तो हमारे पास इसके लिए भी दो कारक हैं पुराने सेल्स लेवल की बिक्री मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है यह कुछ ऐसा है रुपये 5658 करोड़ तो ये दो लागत हैं इसलिए तीनों जानकारी हमारे पास उपलब्ध हैं कितना है मामूली लाभ 1025 सहमत अतिरिक्त निवेश कितना है जब लागत मूल्य पर रिसिवेबलस लागत मूल्य पर मूल्यवान हैं वह 463 है और दूसरे मामले में यह 5658 आता है अब विश्लेषण करने के समय कि क्या हमें क्रेडिट पॉलिसी गामा की बाजार हिस्सेदारी 20 है और वे इसे 25 बनाना चाहते हैं वर्तमान में वे बाजार में 1000 करोड़ मूल्य के सामानों की बिक्री कर रहे हैं और अगर वे चाहते हैं कि बढ़ते बाजार का 25 बाजार हिस्सेदारी हो तब यह 1375 करोड़ हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 1375 करोड़ की बिक्री होनी चाहिए उन्हें क्रेडिट पॉलिसी बिक्री संग्रह विभाग की संग्रह लागत मौजूदा 5 करोड़ से 20 तक बढ़ जाएगी ठीक है और फिर लागत का एक और घटक खराब ऋण नुकसान होगा जो वर्तमान में 1000 की बिक्री के मौजूदा स्तर का 1 है जो 1375 के नए स्तर का 13 हो जाएगा तो यह एक और बदलाव होगा और फिर आप नीति में ढील दे रहे हैं और आप अकाउंट्स रिसिवेबलस में भी वृद्धि होगी फिर अग्रिम जमा और फिर नकदी में तो करंट एसेट्स द्वारा किया जाता है और इसमें से निवेश का नया स्तर जो कंपनी के संसाधनों से आवश्यक होगा जो 31899 8731 करोड़ होगा यह सहज वित्त से आएगा और पूंजी की लागत 20 है इसलिए यदि आप सभी स्थितियों पर विचार करते हैं और ये सभी परिवर्तन जो होने की उम्मीद है दीर्घकालिक ऋण नीति में बदलाव के कारण इसलिए हमें यह विस्तृत विश्लेषण करना होगा और जब हम पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हैं हमें पता चलता है कि अकाउंट्स रिसिवेबलस के साथ की जाएगी और रिसिवेबलस लागत पर मूल्यवान था कुल लागत 4630 करोड़ थी और रिसिवेबलस 10250 करोड़ है

मार्जिनल का मूल्यांकन किया जाता है यहाँ फिर से इस मामले में भी मार्जिनल प्रोफिटेबिलिटी का अतिरिक्त निवेश इसलिए दोनों मामलों में हमने देखा है कि अंततः उद्देश्य यही है हमें पूंजी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तुलना में बहुत कम है तो निर्णय हाँ है फर्म लागत से बहुत अधिक है इससे बहुआयामी फायदे होंगे फर्म अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने जा रही है तो इसका मतलब है कि बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत होगी बाजार की मौजूदा पहुंच और जैसा कि वे बाजार में बढ़े हैं मजबूत स्थिति में हैं गामा लिमिटेड के प्रतियोगियों को डर महसूस हो सकता है इसलिए वे दूसरे बाजारों में जाने के बारे में सोच सकते हैं तो यह बाजार में अपने खुद के अस्तित्व को बनाएगा बाजार में उनकी मौजूदगी और उस बढ़ी हुई बिक्री के परिणामस्वरूप प्रोफिटेबिलिटी को बाजार में अपनी स्थिति में सुधार करना चाहिए तो इस तरह से हम क्रेडिट पॉलिसी परिवर्तन जो कि दीर्घकालिक आधार पर होता है उस विश्लेषण को कैसे करना है अल्पकालिक परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए हमारे पास स्पष्ट मॉडल की गणना की है उदाहरण के लिए कहो हमें मार्जिनल अवधि और खराब ऋण घाटे को ध्यान में रखा है हमने वहां जो कुछ भी किया है वह सब सच है यह यहाँ भी उसी तरह से असर करेगा और अंत में हमने सीखा है फर्मों पर बेचे बिना और नकदी पर सब कुछ बेचना संभव नहीं है इसलिए यदि आप बाजार में अपनी बढ़ी हुई और बड़ी उपस्थिति चाहते हैं तब फर्मों की मदद से हम दीर्घकालिक परिवर्तनों का मूल्यांकन कर सकते हैं और अंत में हम यह तय कर सकते हैं कि क्रेडिट नीति तय कर रहा है इसलिए जैसा कि हम देखते हैं कि क्रेडिट बिक्री दोनों प्रकार के होने चाहिए लेकिन सवाल इन्वेस्टमेंट नुकसान की तुलना में बहुत कम होगा कारण है बुरे ऋण के साथ साथ लागत भी मामूली लागत और संग्रह लागत इसलिए बाजार में उस तरह से बेचने का कोई मतलब नहीं है लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि हम क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं जब आपूर्तिकर्ता निर्माता को क्रेडिट के बिना कल्पना करना बहुत मुश्किल है तो सवाल उठता है कि क्या आपको क्रेडिट अधिक है तो जोखिम बहुत अधिक होगा और रिसिवेबल कॉस्ट रिस्क कनेक्शन नीति परआपका बहुत बहुत धन्यवाद